ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स II भाग 9 हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 39 के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर है विशेष रूप से इस लेक्चर में हम प्रोजेक्शन्स ऑफ़ प्लेन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स विशेष रूप से ट्रायंगल पेंटागन सर्किल आदि से सम्बंधित को समझने का प्रयास करेंगे यह भी देखेंगे कि यदि इन्हे VP और HP के सापेक्ष रिओरिएन्टेड करते हैं तो हमें किस तरह के प्रोजेक्शन मिलेंगे यहां इस उदाहरण 4 में हम एक सर्किल लेते हैं तो यहां यह 50 mm डायामीटर का एक सर्किल है इसके AC डायामीटर का एक सिरा HP पर टिका हुआ है और यह डायामीटर HP से 30 डिग्री पर झुका है वैसे तो एक सर्किल के बहुत से डायामीटर बनाये जा सकते हैं हम यहां दो डायामीटर लेते हैं एक AC है और दूसरा BD है यह डायामीटर AC HP से 30 डिग्री कोण बना रहा है तो सबसे पहले हमें एक सर्किल बनाना होगा जो कि HP पर टिका हुआ है इसका एक डायामीटर AC HP से 30 डिग्री कोण बनाता है जिसे कि हम VP में देख सकते हैं यह बनाने के बाद इसका टॉप व्यू जो कि VP के साथ 45 डिग्री कोण पर झुका है इसका मतलब यह हुआ कि फिर से हम उस प्लेन को इस तरह घुमाएंगे कि वह VP से 45 डिग्री का कोण बनाये तो इसको उलटे तरीके से करते हैं सबसे पहले 45 डिग्री के कोण से शुरू करते हैं फिर इसे 30 डिग्री से घुमाते है और अंत में हमें यह वास्तविक फिगर मिलता है यहां एक सर्किल बनाते हैं जिसका एक डायमीटर ac है और दूसरा डायमीटर bd है हम ac डायमीटर को होरिजेंटल प्लेन पर टिकाना चाहते हैं इसीलिए हमने ac डायमीटर को इस तरीके से बनाया है इसका टॉप व्यू देखें तो हमें एक पूरा सर्किल दिखाई देता है और फ्रंट व्यू में केवल ac डायमीटर दिखाई देता है तो यह a और c पॉइंट्स हैं b और d एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं अब हमें एक ऐसा डायामीटर ac बनाना है जो कि हॉरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री कोण बनाए तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है इसके लिए इसका पॉइंट a हॉरिजेंटल प्लेन पर ही रहेगा और c पॉइंट को वर्टिकल प्लेन में ऊपर की तरफ उठाते हैं जहां हमें यह 30 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखेगा तो यह वर्टिकल प्लेन है a या a पॉइंट हॉरिजेंटल प्लेन पर ही है जबकि c पॉइंट को उठाकर c पॉइंट लिख देते हैं अब a और c को जोड़ देते हैं पॉइंट्स b और d इसके मिड पॉइंट है तो इस तरीके से डायामीटर ac बनाते हैं जो HP से 30 डिग्री का कोण बनाये यह बनने के बाद हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो आइये देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले a b c और d पॉइंट्स से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन डालते हैं फिर a b c और d से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जहाँ यह प्रोजेक्शन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं वहां क्रम से a1 b1 c1 और d1 लिख देते हैं तो जब हम इसे 30 डिग्री से उठाते हैं तो TV में यह सर्किल हमें एक एलिप्स के जैसे दिखता है इसको हम एक उदाहरण स्वरूप एक सर्किल से भी समझ सकते हैं हालांकि यह एक सिलेंडर है और यह टेबल पर रखा हुआ है अब यदि इसे 30 डिग्री से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ध्यान से देखिये इसका सामने का हिस्सा सर्किल से एलिप्टिकल के जैसे दिखने लग जाता है इसके बाद इस प्लेन को 45 डिग्री से घुमाना है और VP के सापेक्ष झुका हुआ है तो हम अब इस एलिप्स को इस तरह से घुमाते है यह टॉप व्यू है जिसमे हमें यह घुमाव देखने को मिलेगा उदाहरण के लिए इस पॉइंट a को 45 डिग्री से घुमाते हैं जैसा की हम इसे टॉप से देख रहे हैं तो इसका टॉप व्यू हमें 45 डिग्री से घुमा हुआ दिखना चाहिए तो इसके लिए इसका यह डायमीटर a1c1 वर्टीकल प्लेन से 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए तो यह टॉप व्यू है और यह VP से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो यह डायमीटर a1c1 45 डिग्री पर बना हुआ होना चाहिए अब हम इसे इसी तरह घुमाते हैं कि यह 45 डिग्री का कोण बनाये इसी तरह हम b1 और d1 पॉइंट्स को भी मैप कर लेते हैं तो हमें 45 डिग्री से घुमा हुआ यह सर्किल a1b1c1d1 मिल जाता है फिर हम इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और पहले वाले FV के a b c और d से हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रा करते हैं जहां ये लाइन्स प्रोजेक्टेड लाइन्स को काटती हैं वहां क्रमश a1 b1 c1 और d1 लिख देते हैं फिर इन सब पॉइंट्स a1 b1 c1 और d1 से होते हुए फ्री हैंड स्केच ड्रा करते हैं जो कि एक एलिप्स बनाता है अब एक और उदाहरण लेते हैं यहां यह 30 mm साइड का एक पेंटागन है जिसकी एक साइड XY अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है यह दिया हुआ फिगर इसका TV है और इसका FV एक लाइन है जोकि XY से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी वास्तविक आकृति क्या होगी तो हमें इसके ट्रू शेप के बारे में कुछ भी नहीं पता है बस हमारे पास केवल इसका FV और TV है तो इनके आधार पर हमें इसकी ट्रू शेप पता करनी है लेकिन कैसे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलियरी प्लेन मेथड को सीखना होगा जो कि हमारे ज्यादातर इश्यूज को आसान बना देगा तो इस मेथड के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट के FV और TV चाहिए और हमें जिस चीज का पता नहीं है वो है इसकी ट्रू शेप हो सकता है कि FV में यह हमें रेगुलर पेंटागन के जैसे दिखे लेकिन हकीकत में यह कुछ और हो हमें नहीं पता कि यह हकीकत में एक पेंटागन है या नहीं तो यह जानने के लिए पहले हमें एक नया कांसेप्ट ऑक्सिलियरी प्लेन सीखना होगा यह बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसके लिए हमारे पास FV और TV हैं और यह हमें पता हैं और इनके आधार पर हमें उस ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप का पता करना है तो यदि हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिससे कि हमें ट्रू शेप मिल जाएगी 1 सबसे पहले दी हुए जानकारी के आधार पर FV और TV को ड्रा करें 2 फिर TV और FV की सारी लाइन्स में उस लाइन को चुनते हैं जो कि ट्रू लेंथ वाली है उदाहरण के लिए 30 mm की एक लाइन यदि इन व्यू में भी 30 mm की ही है तो हम उसे चुन लेते हैं यदि एक व्यू में यह इसकी ट्रू शेप है तो इसके दूसरे व्यू में यह लाइन XY अक्ष के सामानांतर होनी चाहिए 3 फिर हम इस ट्रू लाइन के लम्बवत एक नया अक्ष X1Y1 ड्रा करते हैं तो 1 सबसे पहले हमें FV और TV ड्रा करना है 2 फिर इन लाइन्स में से उस लाइन को चुनना है जो कि ट्रू लेंथ वाली है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह XY प्लेन के समानान्तर होगी 3 इसके बाद ट्रू लाइन के लम्बवत एक नया अक्ष X1Y1 ड्रा करते हैं 4 फिर इन लाइन्स को नए प्लेन X1Y1 पर प्रोजेक्ट करते हैं जिसको ऑक्सिलियरी प्लेन भी कहते हैं इससे हमें लाइन व्यू मिलता है 5 अब इस लाइन व्यू के समानान्तर X2Y2 ड्रा करते हैं और जो भी नया व्यू हमें मिला है उसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो अब जो भी नया व्यू हमें मिला है वही उस ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप है तो वापस हम उदाहरण 5 लेते हैं तो इसके ट्रू शेप का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले एक 30 mm साइड का एक पेंटागन लेते हैं हम इसको इस तरह से ड्रा करते हैं कि इसकी एक साइड XY अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाये तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यह साइड de XY अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सबसे पहले हमने यह पेंटागन abcde बनाया यह किसी ऑब्जेक्ट का TV है इसकी ट्रू शेप हमें पता नहीं है लेकिन जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो हमें यह 30 mm की साइड वाला एक रेगुलर पेंटागन जैसा दिखता है और इसकी एक साइड XY से 30 डिग्री का कोण बनाती है अब यदि इस फिगर के सारे पॉइंट्स का हम एक लाइन जो XY से 45 डिग्री पर झुकी है पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमारे स्टेप्स के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि इस लाइन का इस्तेमाल हम ऑक्सिलियरी प्लेन बनाने के लिए कर सकते हैं तो यह ट्रू लाइन है ये प्रोजेक्शन्स 45 डिग्री पर झुकी हुई लाइन को जहाँ पर काटती है वहां क्रम से a b e c और d लिख देते है अब हम X1 Y1 ड्रा करते हैं जो कि इस ट्रू लाइन के समानान्तर है जैसा कि अब हमारे पास ट्रू लाइन है तो इन सब को ऊपर की तरफ इस ट्रू लाइन के लम्बवत प्रोजेक्ट करते हैं तो इस a पॉइंट की XY से जो दूरी है उसको ऑक्सिलियरी प्लेन व्यू में ट्रांसफर कर देते हैं तो a की XY अक्ष से जो दूरी है उतनी ही दूरी पर हम X1Y1 अक्ष से a1 को चिन्हित करते हैं तो ये दोनों दूरियां बराबर है तो इस तरह से हम इन लेंग्थ्स को ट्रांसफर करते हैं अब हमें यह करने के बाद ये लाइन्स मिलती हैं तो XY से oa जितनी लेंथ लेकर उतनी ही लेंथ X1Y1 से लेते हैं और वहां a1 लिख देते हैं इसी प्रकार अन्य पॉइंट्स के लिए भी करते हैं फिर से ऑक्सिलियरी प्लेन में b1 पॉइंट चिन्हित करने के लिए पहले XY अक्ष से b पॉइंट की दूरी लेते हैं फिर उतनी ही दूरी पर ऑक्सिलियरी प्लेन X1Y1 से b के प्रोजेक्शन पर b1 पॉइंट चिन्हित करते हैं इसी तरह से हम ऑक्सिलियरी प्लेन में c1 d1 और e1 पॉइंट्स चिन्हित करते हैं एक बार जब हमें ये सारे पॉइंट्स a1 b 1 c 1 d 1 और e 1 मिल जाते हैं तब हम इन्हे कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप मिल सके तो इस प्रकार से जब हमारे पास टॉप व्यू और फ्रंट व्यू होते हैं तो हम ऑक्सिलियरी प्लेन मेथड का उपयोग कर के उस ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप पता कर सकते हैं तो यहां हमें यह रेगुलर पेंटागन ट्रू शेप के रूप में मिलता है तो ये TV और FV पता होने के बाद ट्रू लाइन के समानान्तर हम ऑक्सिलियरी प्लेन X1Y1 ड्रा करते हैं फिर FV में स्थित सारे पॉइंट्स a b c d और e को प्रोजेक्ट करते हैं फिर टॉप व्यू में स्थित इन पॉइंट्स a b c d और e की XY अक्ष से कितनी दूरी है उतनी है दूरी पर हम ऑक्सिलियरी प्लेन X1Y1 से इन पॉइंट्स a1 b1 c1 d1 और e1 को चिन्हित करते हैं तो इस प्रकार से हम ऑक्सिलियरी प्लेन मेथड का उपयोग कर के ट्रू शेप का पता कर सकते हैं तो अगली क्लास में हम इन ट्रू शेप और ऑक्सिलियरी प्लेन के बारे में और अधिक सीखेंगे और और फिर सॉलिड्स के प्रोजेक्शन को शुरू करेंगे